मार्केटिंग रिसर्च एनालिसिस के वर्ग में आपका स्वागत है आज तक हमने मार्केट रिसर्च की शुरुआत के बारे में चर्चा की है मार्केटिंग रिसर्च के चरणों के बाद विभिन्न स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स के साथ हाइपोथिसिस डेवलपमेंट अनुसंधान प्रश्न विकास आदि आज हम उन दो और क्षेत्रों के बारे में चर्चा करेंगे जो एक बहुत कम है आप जानते हैं कि बाजारों में वास्तव में चर्चा की जाती है लेकिन कंपनियों ने बहुत महत्व नहीं दिया है और इसे एक हिस्से की उपेक्षा की गई है जिस पर प्रो सीकेप्रहलाद ने पिरामिड के नीचे के हिस्से में अपनी बात रखी है कि वह इस बारे में बात करता है कि बाजार कैसा है आप इनवर्टेड पिरामिड को जानते हैं और आधार सबसे बड़ा क्षेत्र है जिसे बड़ी संख्या में कस्टमर्स मिले हैं लेकिन इन ग्राहकों को मैंने तुलना में लिया है क्या भारतीय ग्रामीण उपभोक्ता मूल रूप से सही हैं इसलिए ग्रामीण उपभोक्ता बड़े आकार के बहुत बड़े हैं लेकिन किसी तरह कंपनियां इसे काफी हद तक टैप करने में असमर्थ हैं तो ग्रामीण बाजार पर चर्चा क्यों की जाती है सबसे पहले तो पहला यह है कि यह एक बड़ा बाजार है इसके बारे में कोई संदेह नहीं है अगला मुद्दा यह है कि अगर आप देखते हैं कि ग्रामीण बाजारों का एक निश्चित अधिकार है तो हम अंतरों को पहले देखें अगर आप मतभेदों के बारे में बात करते हैं शहरी और ग्रामीण अनुसंधान में शहरी और ग्रामीण बाजार का एक दृश्य दिखाई देता है अगर आप देखते हैं कि शहरी बाजार अधिक साक्षर हैं ब्रांड जागरूक हैं तो व्यक्ति उत्तरदायी है दूसरी ओर ग्रामीण बाजारों में यदि आप पाते हैं कि व्यक्ति ज्यादातर हमेशा नहीं होता है लेकिन ज्यादातर अगर वे अनपढ़ या कम पढ़े लिखे होते हैं तो आप कई ब्रांड्स से अनजान हो सकते हैं लेकिन यह कभी कभी बहुत विवादास्पद बात है क्योंकि यह यह देखा कि ग्रामीण और उपभोक्ता ब्रांड के प्रति सचेत नहीं हैं यह बहुत सच नहीं है इसलिए जवाब देने की इच्छा और शहरी जीवन में लोगों के पास उनके साथ बहुत कम समय है यदि आप ग्रामीण भूमि पर जाते हैं तो लोगों के पास पर्याप्त मात्रा में समय होता है वे चर्चा करते हैं कि वे अपने परिवार के रिश्तेदारों के साथ समय बिताते हैं ताकि आप देखें शहरी और ग्रामीण दोनों अनुसंधानों में अंतर पर इसलिए ये कुछ प्राथमिक विशेषताओं के पहलू हैं जैसे समय शहरी में उदाहरण के लिए पहुँच आसान है लेकिन ग्रामीण है क्योंकि यह भौगोलिक समस्याओं के कारण कठिन है उदाहरण के लिए सांस्कृतिक समस्याएं भारत में कई स्थान हैं या उदाहरण के लिए यदि आप ग्रामीण भाग से डेटा एकत्र करने के लिए जाते हैं तो यह बहुत कठिन है क्योंकि हो सकता है कि आपको एक बहुत ही रेस्पॉन्सिव रेसपॉन्डेंट न मिले फिर शहरी पक्ष में यदि आप देखें नमूना अधिक सजातीय है और जब आप चर्चा करते हैं तो आय को शहरी में उदाहरण के लिए मानदंड के रूप में लिया जा सकता है ग्रामीण पर दिलचस्प हिस्सा यह है कि एक व्यक्ति को उस भूमि की मात्रा से जाना जाता है जो उसके पास है या उसके पास जितने मवेशी हैं उतना ही धन का न्याय करने का पैरामीटर भी अलग है इसलिए ये मूल रूप से कुछ अंतर हैं जिनके बारे में आप शहरी और ग्रामीण अनुसंधान के बारे में चर्चा करते हैं शहरी शोधों पर बड़े पैमाने पर शोध किया गया है और राष्ट्रीय कंपनियों MNC की अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों ने भारत के शहरी बाजारों में अन्य बाजारों में जाने या बाजार में अनुमति देने के तरीकों का पता लगाने की कोशिश की है लेकिन हो सकता है कि आप बैंकों के ग्रामीण भारत में प्रवेश को देखें या किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में यह बहुत कम है सिवाय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के जिन्हें आप निजी क्षेत्रों में ज्यादा नहीं पाते हैं क्योंकि सरल है वे इसे प्रकृति में बहुत लाभदायक नहीं पाते हैं तो सवाल यह है कि क्या ग्रामीण बाजार वास्तव में कुछ ऐसा है जो बहुत लाभदायक नहीं है या इस पर विचार नहीं किया जाता है और उन्हें टाला जाना चाहिए ताकि हम यह देखें कि यह क्या है या यह किसी और चीज की समस्या है जहां आप जानते हैं कि चर्चा कहां है हो सकता है हो सकता है कि कंपनियां इस ग्रामीण आधार को पूरा करने के तरीके खोजने में असमर्थ रही हों या कम अभिनव हों इसलिए चुनौतियां क्या हैं जैसा कि मैंने कहा था कि कम साक्षरता का स्तर इसलिए लोग या बहुत साक्षर नहीं हैं तब उनके पास मीडिया के संपर्क में नहीं हैं लेकिन यह चीजें धीरे धीरे कम से कम भारत में उदाहरण के लिए बदल रही हैं मीडिया एक्सपोज़र धीरे धीरे सुधर रहा है लेकिन हम स्पष्ट रूप से शहरी के साथ तुलना नहीं कर सकते हैं जो आप जानते हैं शहरी स्थान लेकिन फिर भी मीडिया एक्सपोज़र तुलनात्मक रूप से कम है ब्रांड जागरूकता जैसा कि मैंने कहा कि यह विवादास्पद है लेकिन हाँ अधिकांश ब्रांड स्पष्ट रूप से जागरूकता के कारण भुगतान क्षमता के कारण लॉन्च हुए हैं और ये सभी चीजें जो वे आम तौर पर शहरी बाजारों में लॉन्च की जाती हैं लोकल लैंग्वेज कम्युनिकेशन शहरी में उदाहरण के लिए एक बड़ी समस्या बन जाती है यह एक मुद्दा नहीं है भाषा एक मुद्दा नहीं है जो वे सबसे सामान्य भाषा में बात कर सकते हैं जो अंग्रेजी या राष्ट्रीय भाषा है हिंदी या कुछ और लेकिन भारत में ग्रामीण बोली अगर आपको पता है कि भारत में हर 26 किलोमीटर पर बोली बदल जाती है तो यह किसी के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है इसे एक ऐसे बाजार में पूरा करने के लिए जहां कम्युनिकेशन इतना व्यापक रूप से बदल रहा है फिर गाँव इतने दूरस्थ हैं और कभी कभी वे आर्थिक के पैमाने बन जाते हैं एक प्रश्न भी बन जाता है कि वे बिखरे हुए और छोटे होते हैं इसलिए पहुँचने के अलावा यह भी एक प्रश्न बन जाता है कि क्या है होगा इस तरह के बाजार को पूरा करने के लिए किफायती है तो आपके पास ग्रामीण बाजारों में बहुत सारे सामाजिक निषेध हैं उदाहरण के लिए यदि आप हरियाणा जैसे राज्य में कहीं जाते हैं तो हरियाणा भारत में कई राज्य क्यों हैं यदि आप सीधे कुछ अन्य महिला उत्तरदाताओं से बात करना चाहते हैं तो यह बहुत मुश्किल है राजस्थान यूपी हरियाणा कुछ भी साक्षात्कारों में समय समय भी है अलग अलग क्योंकि लोग आमतौर पर खेती के लिए और इन सभी चीजों को कृषि के लिए सुबह बहुत पहले ही प्राप्त कर लेते हैं इसलिए समय अलग अलग है इसलिए ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो ग्रामीण बाजारों के बारे में चर्चा करते समय बहुत महत्वपूर्ण हैं अब दो मामलों में हम देख सकते हैं कि ग्रामीण बाजार में क्वालिटेटिव रिसर्च और क्वांटिटेटिव रिसर्चर्स कैसे उपयोग करते हैं मेरे अनुभव से मैंने देखा है कि क्वांटिटेटिव रिसर्च केवल क्वांटिटेटिव रिसर्चकी तुलना में बेहतर और आसान काम करता है क्योंकि लोग ज्यादातर अनपढ़ हैं इसलिए वे अपने नंबरों को भी अच्छी तरह से न समझें यह वह स्थिति है जहां यह बीएसएनएल कहता है बीएसएनएल एक क्वांटिटेटिव रिसर्च है बीएसएनएल यह पूछ सकता है कि ग्राहक बीएसएनएल एक सरकारी संगठन है इसलिए यह सबसे गहरे दूर के गांवों में भी पहुंचता है इसलिए यह अपने ग्राहकों से समग्र सेवा की दर पूछता है ताकि इस तरह की तकनीकों का उपयोग किया जा सके लेकिन तकनीकों की प्रभावकारिता संदिग्ध है यदि आप दूसरी तरफ देखते हैं तो एक क्वालिटेटिव रिसर्च है क्वालिटेटिव रिसर्च में उदाहरण के लिए एचयूएल हिंदुस्तान यूनिलीवर ने सीमित कर दिया कि वे एक ऐसे उपभोक्ता को रोक सकें जिसकी खरीद लक्स से हो और वह उससे पूछे कि उसने साबुन क्यों चुना है अब जब आप पूछते हैं कि कोई इसे क्यों चुन रहा है तो इसके कारण काफी भिन्न हो सकते हैं इसलिए इसका कारण समझकर लोगों के साथ रेसपॉन्डेंट का हवाला देते हुए कहा जाता है कि ग्रामीण ग्राहक क्या सोचता है तो क्वालिटेटिव रिसर्च किया जा सकता है जिसमें मैंने कहा कि अवलोकन के माध्यम से ग्रामीण बाजारों में अधिक सफल है हालांकि आप साक्षात्कार के माध्यम से ग्रामीण उपभोक्ताओं के साथ बातचीत कर सकते हैं समूह चर्चा हो सकती है उदाहरण के लिए यदि आप उर्वरकों के ट्रैक्टर उत्पादों के बारे में बात कर रहे हैं आप लोगों के बीच एक समूह चर्चा या फोकस समूह चर्चा कर सकते हैं जिसका अर्थ है कि आप यह जान सकते हैं कि वे कैसे खरीदारी करते हैं और ग्रामीण उपभोक्ता कैसे खरीदते हैं उदाहरण के लिए उत्पादों एक बहुत ही दिलचस्प मामला जो मैं आपको दूंगा यह उन कंपनियों में से एक द्वारा किया गया था जो मैं कंपनी का हवाला नहीं दे रहा हूं यह कंपनी प्रतिनिधि है जो उन्होंने ऐसा किया यह ग्रामीण बाजार में उनकी सुविधाओं में उनके उत्पादों को लोकप्रिय बनाया गया था इसलिए क्या उन्होंने कहा कि वह दिल के पास स्थापित किया गया था बाजारों में रखा गया है ग्रामीण बाजारों को मूल रूप से दिल कहा जाता है इसलिए वह वहां बैठ गया और वह कुछ सबसे बड़े आकार की सब्जियां लाया और वह बैग से जुड़ा और बैग से बंधा आप उर्वरकों को जानते हैं और वह कुछ गुब्बारों से जुड़ी चीजों से जुड़ा है ताकि लोगों को नीचे आने और इसे देखने के लिए रंगीन और आकर्षक बनाया जा सके क्या हो रहा है इसलिए जब उन्होंने ऐसा किया कि लोग गुब्बारे और सभी के प्रति आकर्षण पाकर आए और तब उन्होंने पाया कि वे सब्जियों के आकार से आश्चर्यचकित थे उदाहरण के लिए कद्दू बैंगन या कुछ और इसलिए जब वे आश्चर्यचकित हुए तो उन्होंने कहा कि ऐसा कैसे है यह इतना बड़ा है कि स्वचालित रूप से मार्केटिंग करने वाला व्यक्ति स्मार्ट है उन्होंने कहा यह इस उर्वरक के कारण है तो यह था कि ग्रामीण बाजार कैसे काम करता है इसलिए यह लोग बहुत सरल हैं वे कभी कभी अंकित मूल्य से चलते हैं इसलिए वे जो देखते हैं उसे समझते हैं इसलिए पार्टिसिपेटरी रिसर्च मेथड्स भी बहुत लोकप्रिय हैं जिन्हें हम देखेंगे कुछ सेकेंडरी डेटा सोर्सेस समान रूप से महत्वपूर्ण हैं क्योंकि आप सभी प्राथमिक अध्ययन में नहीं जा सकते हैं इसलिए यदि आपके पास पहले से ही कुछ डेटा उपलब्ध है तो इसका लाभ क्यों न उठाएं इसलिए कुछ उद्योग संघों उदाहरण के लिए व्यापारी संस्थान जैसे हैं फिक्की CII भारतीय उद्योग परिसंघ भारतीय उद्योग ASSOCHAM बाजार अनुसंधान एजेंसियों जैसे कि MART Sampark भारत के रूरल मार्केटिंग एसोसिएशन कंपनियाँ कोलगेटएचयूएल रैलिस इंडिया आईटीसी जैसी अपनी रिसर्च भी करती हैं जो ज्यादातर ग्रामीण मार्केटिंग में प्रवेश करती हैं ये कुछ कंपनियां हैं जिनमें रैलिस इंडिया का एक टाटा समूह है और वे सभी भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी तरह से प्रवेश कर चुकी हैं एनजीओ और अन्य सरकारी एजेंसियों में से कुछ ने इन लोगों ने ग्रामीण बाजारों में पर्याप्त शोध किया है और डेटा उनके साथ उपलब्ध हैं अन्य शैक्षणिक संस्थान भी हैं यहां तक कि O M भी अपना स्वयं का करता है वे इसे बड़े पैमाने पर अपने ग्रामीण अनुसंधान के लिए करते हैं तो ये कुछ उपाय हैं जो ग्रामीण डेटा प्रदान करते हैं उदाहरण के लिए यदि आप जानना चाहते हैं कि वे कौन से स्रोत हैं जहाँ से मैं ग्रामीण डेटा प्राप्त कर सकता हूँ तो ये कुछ स्रोत हैं पहले वाले निकाय थे और वे भारत की जनगणना के स्रोत हैं नेशनल काउंसिल फॉर एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च एनसीएईआर फिर एनएसएसओ नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गनाइजेशन फिर डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट अथॉरिटी इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम इसलिए ये कुछ योजनाएँ हैं या कुछ वे स्रोत जहाँ से आप ग्रामीण डेटा प्राप्त कर सकते हैं अब आप देखते हैं कि ग्रामीण बाजार अब प्रकृति में अधिक विषम है क्योंकि धन की असमानता बहुत अधिक है कभी कभी आप लोगों को बहुत गरीब पाते हैं और कभी कभी वे ऐसे लोग होते हैं जो अमीर जमींदार होते हैं इसलिए कुछ स्थानों पर टूथपेस्ट और साबुन विलासिता में होते हैं जहां कुछ स्थानों पर यह एक आवश्यकता है इसलिए आप कुछ उदाहरणों को देखते हैं ये कुछ उदाहरण हैं हरियाणा और पंजाब के मामले में हरियाणा एक राज्य है और पंजाब भारत में दो राज्य हैं जहाँ लस्सी आप उत्पादों का उपयोग करते हैं अब वाशिंग मशीन का उपयोग लस्सी बनाने के लिए किया जा रहा है इसलिए वाशिंग मशीन बेचने वाली कंपनी भी इसके लिए एक तरह का बाज़ार बना सकती है यह सोच सकती है कि यह एक बाज़ार है इसलिए उदाहरण के लिए अन्य उदाहरण यदि आप इसे देखते हैं तो अब किसी को किसी भी बाज़ारिया या किसी को भी समझना होगा यदि आप ग्रामीण बाजार को समझना चाहते हैं तो आपको यह समझना होगा कि ग्रामीण उपभोक्ता व्यवहार काफी अलग है उदाहरण के लिए राजस्थान के कुछ हिस्सों में अब आदतें काफी भिन्न हैं बर्तन राख और रेत से साफ किए जाते हैं अब ऐसा क्यों है क्योंकि पानी की कमी है इसलिए वाशिंग पाउडर को उन विकल्पों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा जिन्हें बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है इसलिए अब किसी भी बाज़ारिया के लिए एक ऐसे उत्पाद को नया रूप देना या उस उपकरण को बनाना एक चुनौती है जो कम पानी का उपयोग कर सकता है और उसके बाद ही लोग उसकी सराहना करेंगे इसलिए फिर से उन जगहों पर जहां हार्ड पानी है राजस्थान में कई स्थानों पर बीकानेर है तो आप पाते हैं कि साबुन की कम स्वीकृति है क्योंकि साबुन काम नहीं करता है क्योंकि पानी बहुत हार्ड है अब आप ग्रामीण क्षेत्रों में कैसे नमूना लेते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में नमूना लेने के लिए शोधकर्ता को यह समझने में बहुत स्मार्ट होना चाहिए कि अध्ययन का आपका उद्देश्य क्या है और अध्ययन के आपके उद्देश्य के अनुसार आपको यह पता लगाना है कि वास्तव में आप क्या जानते हैं कि आप किसे देख रहे हैं इसलिए आपका उत्तरदाता क्या है आपका रेस्पोंडेंट कौन है आपका नमूना कौन है हम उसी के अनुसार निर्णय लेंगे अब जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था ग्रामीण बाजार अनुसंधान में कहा गया है कि लैंड होल्डिंग धन और आय का सूचक है और यह आपके बैंक या किसी चीज में कितना पैसा है लेकिन यह है कि शहरी संदर्भ में आपके पास कितनी भूमि है आय के काम हो सकते हैं इसलिए लैंड होल्डिंग को संतुलित करना होगा इसलिए कुछ चीजें जब आप नमूने में देख रहे हैं तो आपको यह समझना होगा कि वास्तव में आपका उपभोक्ता कौन होगा क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि ग्रामीण बाजार में बहुत अधिक विविधता है इसलिए आपको यह समझना होगा कि वास्तव में मेरा संभावित उपभोक्ता कौन हो सकता है कंपनियां इसे समझ सकती हैं फिर तदनुसार वे उत्तरदाताओं को पा सकती हैं अब उदाहरण के लिए गाँव का नमूना क्षेत्र नमूनाकरण हम पहले से ही एरिया सैंपलिंग क्लस्टर पर चर्चा कर चुके हैं क्योंकि ग्रामीण बाजार बिखरे हुए हैं वे छोटे हैं और वे तितर बितर हो गए हैं इसलिए आप शोधकर्ता हो सकते हैं या विपणनकर्ता गाँवों का एक समूह बनाने के बारे में सोच सकते हैं इसलिए यह चुना जा सकता है कि गांवों को आबादी राजमार्गों या निकटता या पहुंच व्यवसाय प्रोफ़ाइल के आधार पर चुना जा सकता है उस गांव के लोगों की मुख्य प्रोफ़ाइल क्या है देश में धर्म आखिरकार बहुत महत्वपूर्ण है भारत को बहुत स्पष्ट होना चाहिए जब आप किसी उत्पाद को बेचने की कोशिश कर रहे हों तो धार्मिक भावनाओं पर असर पड़ेगा या नहीं इसलिए इसे देखना होगा इसी तरह जब आपको ग्रामीण बाजारों के बारे में बात करनी होती है तो आप शहरी बाजारों के लिए समान मानसिकता के साथ नहीं जा सकते अब शहरी बाजारों के लिए आपका डेटा संग्रह अधिक सरल है लेकिन ग्रामीण बाजारों के लिए आपको डेटा एकत्र करते समय बेहद सावधान रहना होगा अब क्योंकि रेस्पोंडेंट व्यक्ति कम पढ़ा लिखा हो सकता है इसलिए वह आपकी सोची हुई प्रक्रियाओं को भी नहीं समझ सकता है और इसलिए कई समस्याएं हैं इसलिए यह देखा गया है कि पहले कई सोफिस्टिकेटेड टूल्स ग्रामीण बाजारों में आवश्यक प्रतिक्रिया को उत्पन्न करने या उत्पन्न करने में विफल रहे इसलिए कंपनियों को लगा कि उनके विचार अच्छे शानदार होंगे और उन्हें स्वीकार किया जाएगा लेकिन ग्रामीण बाजारों में उन्होंने बमबारी की जो विफल रही इसी तरह विस्तृत प्रश्न जब लोग विस्तार से सवाल करते हैं तो यह ग्रामीण बाजार में अच्छी तरह से काम नहीं कर सकता है क्योंकि ग्रामीण उपभोक्ता विस्तार से फिर से पढ़ने के लिए इच्छुक नहीं होंगे तो क्या कोई अन्य तरीका है जिससे ग्रामीण उपभोक्ता रंग चित्र कहानियों के साथ अधिक सहज होते हैं इसलिए मैंने जो उर्वरक का उदाहरण दिया है वह कुछ इसी तरह की दृश्यता का मामला है इसलिए आप रंगों के साथ सहज उपभोक्ता को कैसे आकर्षित कर सकते हैं गुब्बारे लाल नीले पीले हरे होते हैं इसलिए वे उन्हें आकर्षित कर सकते हैं इसलिए जब आप ग्रामीण बाजार से डेटा प्राप्त करने के बारे में बात करते हैं तो आप निरंतर पैमाने का उपयोग कर सकते हैं उन्हें लंबाई दे सकते हैं और कह सकते हैं कि यह कैसे है 0 यह पूर्ण माना जाता है तो आप इसे संतुष्टि के लिए कहां रखना चाहते हैं ताकि वे आपको कुछ प्रतिक्रिया दे सकें या आप उन्हें मुस्कुराते हुए या उदाहरण के लिए कुछ मुस्कुराता हुआ चेहरा दे सकें मान लें कि आपको यह उर्वरक कैसा लगा या आपको यह ट्रैक्टर कैसा लगा कोई मुस्कुराता है कोई मुस्कुराता हुआ चेहरा है कोई रोता हुआ चेहरा है कोई बहुत संतुष्ट चेहरा है इसलिए व्यक्ति उसे चुन सकता है या उसके अनुसार अपनी राय दे सकता है इसलिए जब वह ऐसा करता है कि स्वचालित रूप से आपको अच्छी तरह से पता चल जाता है कि वह क्या कहना चाहता है तो ग्रामीण शोधकर्ता भागीदारी अनुसंधान विधियों का उपयोग करते हैं इसलिए अब हम समझ गए हैं कि ग्रामीण बाजार में आपके डेटा संग्रह की तकनीकों को काफी स्मार्ट होना चाहिए मैं किसी अन्य शब्द का उपयोग नहीं करूंगा क्योंकि मैं स्मार्ट कहूंगा इसलिए यदि आप ऐसा करना चाहते हैं जैसा कि आप शहरी में कर रहे हैं तो यह काम नहीं करेगा इसलिए विभिन्न तकनीकें क्या हैं इसलिए पहले से ही मौजूद डेटा स्रोत इतने अलग अलग निकाय हैं जिन्हें मैंने अभी बताया है तो अब अवलोकन विधि ग्रामीण बाजारों में बहुत महत्वपूर्ण विधि है क्योंकि जब लोग अपने मन की बात नहीं कह सकते हैं कि उनके मन में क्या है तो उन्हें अवशोषित करना बेहतर है कि वे कैसे कुछ का चयन कर रहे हैं या वे कुछ का जवाब दे रहे हैं तो यह समझने या डेटा संग्रह का एक बहुत महत्वपूर्ण तरीका बन जाता है साक्षात्कार आरेख अलग अलग चेहरे की कहानियों के चित्र बनाते हैं और उनसे पूछते हैं कि आप इसके साथ कैसे संबंध रखते हैं या ऐसा कुछ है इसलिए ये सभी विभिन्न तकनीकें अधिक पसंद हैं उनके मनोविज्ञान को समझने की एक विधि है ताकि यदि आप मनोविज्ञान को समझ सकें तो बेहतर है कि आप इसे समझ सकें बेहतर प्रतिक्रिया या डेटा संग्रह के लिए सबसे सरल हो जाएगा इसलिए यदि आपको याद है कि हमने थेमैटिक परसेप्शन टेस्ट कहानी लेखन वाक्य पूर्णता शब्द पूर्णता के बारे में भी चर्चा की थी तो इस तरह की तकनीकें अधिक लोकप्रिय गुणात्मक अनुसंधान भागों और ग्रामीण बाजारों में अधिक लोकप्रिय हैं तो यह भागीदारी ग्रामीण मूल्यांकन क्या है यह डेटा संग्रह तकनीक है जो प्रक्रिया अनुसंधान प्रक्रिया के प्रतिभागियों को अनुसंधान में सक्रिय रूप से शामिल करने के लिए मिलती है इसलिए यह अच्छा है क्योंकि मान लें कि एक कंपनी जानना चाहती है कि लोग कैसे खरीदेंगे वे व्यक्ति को आने और उत्पादों के चयन करने के लिए कहेंगे वे बड़ी संख्या में ऐसे उत्पादों को अपने उत्पादों को अपने प्रतिस्पर्धियों के उत्पादों के लिए भी आवश्यक नहीं रखेंगे और फिर उन्हें उत्पाद का चयन करने के लिए कहा जाएगा और अंत में कहेंगे कि उन्होंने इस उत्पाद का चयन क्यों किया ताकि वे अधिक मुखर हों और वे बेहतर और अधिक स्पष्ट बोलें इसलिए यह एक ऐसी विधि है जो ग्रामीण लोगों को जीवन और परिस्थितियों के ज्ञान को साझा करने और विश्लेषण करने में सक्षम बनाती है ताकि वे एक अधिनियम में शामिल हो सकें यह लोगों की जिज्ञासा को जगाता है और वे स्वेच्छा से और उत्सुकता से इस प्रक्रिया में शामिल होते हैं आप उनसे ग्रामीण लोगों की अपेक्षा नहीं कर सकते हैं जैसा कि मैंने कहा कि वे बहुत कम हैं या वे ईमानदार हैं और वे बहुत अधिक जटिलताओं में नहीं आते हैं इसलिए जब वे प्रक्रिया का हिस्सा होते हैं तो एक बार प्रक्रिया में शामिल हो जाते हैं फिर उन्होंने प्रक्रिया को और अधिक समझाया स्पष्ट रूप से उन्होंने ऐसा क्यों और कैसे किया इसलिए ये कुछ चीजें हैं जो होती हैं इसलिए मैं इसमें भाग लेने के लिए ग्रामीण मूल्यांकन फोकस समूह चर्चा में शामिल नहीं हो रहा हूं एक छोटा सा अंतर है यह दोनों के बीच का अंतर है जैसे कि यह पीआरए अधिक है प्रकृति में विषम जीवन के सभी कार्यों से भागीदारी सुनिश्चित करना ताकि लोगों को यह आवश्यक न हो कि एक विशेष प्रकार की रेस्पोंडेंट चयनात्मक होगी जो कि एक फोकस समूह चर्चा में है इसलिए आमतौर पर छोटे समरूप समूह होते हैं लेकिन पीआरए के मामले में ऐसा नहीं है और इसी तरह जो लोग आम तौर पर बोलने में अच्छे होते हैं वे फ़ोकस समूह चर्चा का हिस्सा होते हैं लेकिन पीआरए के मामले में ऐसा नहीं होता है कि सही मध्यस्थ की भूमिका सहभागी दृष्टिकोण ग्रामीण दृष्टिकोण मूल्यांकन में लगभग नगण्य है और फ़ोकस समूह चर्चा मध्यस्थ के मामले में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि वह वही है जो संयत होने वाला है फिर भी आने वाले निर्णय में एकमत नहीं है इसलिए वे दोनों के बीच कुछ अंतर हैं इसलिए भागीदारी ग्रामीण ग्रामीण मूल्यांकन के प्रमुख सिद्धांत क्या हैं पहली भागीदारी और सशक्तिकरण है जिसे समुदायों द्वारा भागीदारी पर बहुत अधिक महसूस किया जाता है यह बहुत ही लचीला है इसलिए आप डेटा संग्रह की केवल एक विधि का उपयोग नहीं कर सकते हैं लेकिन आप कई डेटा संग्रह विधियों का उपयोग कर सकते हैं तो ऐसा करने से कि आपके डेटासंग्रह का दृष्टिकोण स्वचालित रूप से अधिक समृद्ध और अधिक लचीला टीम वर्क इष्टतम अज्ञान बन जाता है इसलिए यह अनावश्यक विवरण और इर्रेलेवेंट डेटा को विकसित करता है इसलिए डेटा जो अनुसंधान अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण महत्व को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है तो ये विशेषताएं हैं और यह inclusivenessइन्क्लूसिवनेस के प्रमुख सिद्धांत हैं यह शोध पद्धति विभिन्न प्रकार के लोगों को पुन उत्पन्न करने की अनुमति देती है ताकि ऐसे लोग जो उपभोक्ता हो सकते हैं या उपभोक्ता नहीं भी हो सकते हैं सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन का हिस्सा होंगे लेकिन वहाँ उदाहरण के लिए समय की कमी जैसी एक खामी तो अपर्याप्त समय के लिए टीम को आराम करने और स्थानीय लोगों के साथ सुनने के लिए मिलाने की अनुमति है चूंकि संख्या परिभाषित नहीं होती है इसलिए यह एक बड़ी संख्या हो सकती है इसलिए व्यक्तियों को समय देना एक समझ बन जाता है जिससे उन्हें कुछ समय बहुत मुश्किल हो सकता है कभी कभी क्रेडिबिलिटी संदिग्ध होती है लेकिन तब तक जब तक यह बहुत बेहतर हो यह बहुत शक्तिशाली तकनीक है तो यह कुछ शक्तिशाली चीज़ें हैं अब मान लीजिए कि डिजाइनिंग करते हुए आप समझ गए हैं कि ग्रामीण बाजार इसी तरह से काम करता है अब मुझे डेटा एकत्र करना है इसलिए मुझे एक उपकरण या क्वैशनरी बनाते समय एक इंस्ट्रूमेंट क्वैशनरी बनानी होगी आपको यह समझने की आवश्यकता है कि प्रश्न सरल होना चाहिए और प्रत्यक्ष आपको इसे ग्रामीण बाजारों के लिए बहुत जटिल नहीं बनाना चाहिए क्योंकि यह आवश्यक नहीं है कि प्रश्न सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए यह आसान होना चाहिए बिल्कुल अस्पष्ट नहीं कुछ चीजें हैं उस एक को समझना होगा और सबसे महत्वपूर्ण बात सवाल स्थानीय भाषा में होना चाहिए यदि आप अनुवाद की सटीकता का अनुवाद करना चाहते हैं तो उसी क्षेत्र के व्यक्ति द्वारा जांच की जानी चाहिए मान लीजिए कि हमने एक डेटा एकत्र किया है तो आपको स्थानीय भाषा में उनके स्थान से संग्रह करना होगा और रूपांतरण करते समय और अनुवाद करते समय आपको उस व्यक्ति के ज्ञान के साथ यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि आपको उस विशेष भाषा का ज्ञान है इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि जब भी आप एक ग्रामीण शोध करते हैं तो आपको बहुत स्पष्ट होना होगा कि स्थानीय भाषा को ध्यान में रखना होगा अनुसंधान जांचकर्ताओं के लिए कुछ दिशानिर्देश हैं उदाहरण के लिए यह सरल और सांस्कृतिक रूप से बाध्य होना चाहिए क्योंकि रूरल ग्रामीण लोग संस्कृति के प्रति संवेदनशीलता हैं इसलिए यदि वे आपके साथ नहीं जुड़ते हैं तो वे खुलेंगे नहीं वे भाग नहीं लेंगे इसलिए रिश्ते में उम्र का उल्लेख करने के संबंध में एक विनम्र अभिवादन बहुत महत्वपूर्ण है स्थानीय भाषा में बोलना बेहद महत्वपूर्ण है जिसकी आपने पहले ही चर्चा की है इसलिए कुछ चीजें हैं सवाल करने और प्रतिक्रियाएं प्राप्त करने में प्रवाहित रहें जब आप एक शोध कर रहे हैं तो आप उतने तेज़ नहीं हो सकते हैं जितना आप ग्रामीण परिस्थितियों में हैं क्योंकि यहाँ लोग धीमे हैं उनके पास अपना स्थान है अपना समय है इसलिए वे जल्दी में नहीं हैं इसलिए यदि आप जल्दी में हैं तो वे इसकी सराहना नहीं कर सकते हैं हो सकता है कि वे आपको सच्ची तस्वीर न दें इसलिए विश्वास हासिल करने के बाद समूह बातचीत को प्रोत्साहित करें कुछ चीजें हैं आपको क्या करना चाहिए दिखावा मत करो प्रत्यक्ष जांच से बचें स्पर्श न करें कभी कभी हाथ को छूना या कंधे पर हाथ रखना वांछनीय नहीं हो सकता है संदिग्ध व्यवहार से बचें ग्रामीणों के दृष्टिकोण में पारंपरिक हैं इसलिए पुरुष शोधकर्ताओं को महिला सहायता के बिना महिलाओं से बात नहीं करनी चाहिए इसलिए यदि आप कुछ महिलाओं से बात कर रहे हैं और आप पुरुष हैं और सीधे तौर पर यदि आप ऐसा करते हैं तो आप मुश्किल में पड़ सकते हैं इसलिए आपको इससे बचना चाहिए विवादास्पद मत बनो जब आप ग्रामीण अनुसंधान में आते हैं तो आपको गांव की राजनीति के बारे में चर्चा करने की आवश्यकता नहीं होती है और आपको हीटेड आर्गूमेंट या विवादों में आने की आवश्यकता नहीं है ग्रामीण शोधकर्ता विशेषताएँ क्या होनी चाहिए उसके पास एक ग्रामीण की तरह सोचने और लगातार अच्छी प्रतिक्रिया देने का दिमाग होना चाहिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन ग्रामीण अनुसंधान आर में सटीक प्रतिक्रियाओं के लिए इतना अधिक इफेक्टिव कम्युनिकेशन फिर उसके पास एक सवाल पूछने और उसे खत्म करने की क्षमता होनी चाहिए तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे कैसे कब प्रश्न में लाना चाहिए और एक नया विचार और मैं इसे कैसे समाप्त करूं इसलिए संवेदनशीलता के मुद्दों को बहुत नाजुक ढंग से संभालने की आवश्यकता है याददाश्त अच्छी होनी चाहिए क्योंकि पर्याप्त समय तक आप लिख नहीं सकते या आपको लिखने की सलाह भी दी जाती है क्योंकि वे थोड़ा डर सकते हैं क्योंकि वे एक अलग जीवन जी रहे हैं इसलिए जब आप महसूस करते हैं कि उनकी जानकारी किसी के पास जा सकती है जैसे कि किसी के पास जाना जो कि वांछनीय नहीं है उनके लिए अच्छा नहीं है तो इन परिस्थितियों और धैर्य से आखिरकार बचना चाहिए अब रंगों और संघों में आना इसलिए जैसा कि मैंने कहा कि ग्रामीण चित्र और ग्रामीण लोग अधिक खुले हैं जब वे आपको बेहतर समझते हैं जब वे प्रश्न पूछते समय देखते हैं तो सवाल स्थानीय बोली में या जब आप होते हैं रंगों के उपयोग से वे अधिक आकर्षित हो जाते हैं उदाहरण के लिए यह शोध बात है जो 1 2 3 4 5 को संख्या के रूप में देने के बजाय कहा गया है जिसे वे समझ नहीं सकते हैं यदि आप इसे लाल नारंगी पीला हल्का हरा और गहरा हरा देते हैं तो उनके लिए एक ही मतलब है कम या ज्यादा क्योंकि लाल 1 है यह खतरा है नारंगी दिन 2 के सूरज के छोर की स्थापना कर रहा है पीला रंग सूखा खेत 3 का प्रतिनिधित्व करता है हल्का हरा बहुत अच्छी फसल 4 नहीं है और गहरे हरे रंग की बहुत अच्छी फसल 5 है किसी को यह समझने की आवश्यकता है कि कैसे आप ग्रामीण अनुसंधान का संचालन करने जा रहे हैं इसलिए ग्रामीण अनुसंधान करने के लिए सही स्थान क्या हैं सबसे अच्छी जगह दुकानें और वे स्थान हैं जहाँ लोग विश्राम के लिए चर्चा के लिए आ रहे हैं इसलिए यदि आप लोगों के साथ चर्चा करने के लिए पकड़ते हैं तो वे अधिक स्वतंत्र होते हैं और आपके विचारों के लिए खुले रहते हैं चाय की दुकान खेल का मैदान चौपाल जहां ज्यादातर चर्चा होती है और यहां तक कि दिल में भी तो ये कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पर रिसर्च की जा सकती है ग्रामीण रिसर्च की जा सकती है यह सब मैंने ग्रामीण रिसर्च के बारे में चर्चा की है लेकिन फिर आपको एक बात बताऊँ कि ग्रामीण रिसर्च बहुत ही सफल हो सकती है कंपनियों एलजी जैसी कंपनियों ने संपूर्णा और सिनेप्लस जैसे टीवी के ब्रांड को पेश करके इसे बहुत अच्छी तरह से किया है जो वे ग्रामीण बाजार में लाए थे वे ग्रामीण लोगों की जरूरत को देखते हुए वॉशिंग मशीन और रेफ्रिजरेटर भी लाए थे और आप जानते हैं कि जब आप इस तरह के डिज़ाइन कर सकते हैं तो आईसीआईसीआई ने हाल ही में अपनी बीमा पॉलिसियों को बेचने के लिए कुछ डायरी कंपनियों के साथ गठजोड़ किया है तो सवाल यह है कि यह ग्रामीण बाजार है यह बहुत बड़ी बात है लेकिन यह बहुत ही आकर्षक है क्या यह अभी भी कुछ बाज़ारिया लोगों के लिए आकर्षक नहीं है क्योंकि उन्हें लगता है कि यह बहुत बिखरा हुआ है और यह पैमाने की अर्थव्यवस्था नहीं है और वे नहीं पाते हैं कि समान मानकीकृत उत्पाद संभवतः बेचे जा सकते हैं जो बहुत संभव है लेकिन किसी को समझना होगा बाजार का 70 अभी भी ग्रामीण भारत में रहता है इसलिए यदि आप अपनी बॉटम लाइन को बढ़ाना चाहते हैं तो आपके मुनाफे को हर बाजार को ग्रामीण उपभोक्ताओं की आवश्यकता और आवश्यकता को समझना होगा और तदनुसार उनके लिए उत्पादों को विकसित करना होगा और उन्हें बेचना होगा उदाहरण के लिए मराठी एक बहुत ही दिलचस्प विचार के साथ आया था ब्राह्मण के साथ कार की बिक्री अब ब्राह्मण का मतलब है जो नारियल को तोड़ने के लिए इसे और अधिक शुभ बनाता है इसलिए महिंद्रा और महिंद्रा ने हाल ही में एक अच्छा काम किया है कि उन्होंने न केवल वाहन कहा है बल्कि वाहन चलाने वाले चालक का स्वास्थ्य भी उनके लिए उतना ही महत्वपूर्ण है इसलिए इस तरह के नारे लगाने से वे बन गए हैं यह ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए बहुत ही आकर्षक है इसलिए यह ग्रामीण बाजार अनुसंधान के लिए हमारे पास है बहुत बहुत धन्यवाद